आपका स्वागत है और आज हम लोग नेतृत्व के प्रकार पर चर्चा करेंगे जो कि उभरता हुआ शीर्षक है और हम यह भी देखेंगे कि एस नेतृत्व की शैली में कौन सी नैतिकता निहितार्थ है और कैसे अभियंता जब यह नेतृत्व की शैली को दिखाते हैं तो उन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कौन से उत्तरदायित्व हैं जिनका उन्हें ख्याल रखने की आवश्यकता है नेतृत्व शैली जो आज हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं वह लेनदेन से संबंधित परिवर्तनात्मक सशक्तिकरण नैतिक और विश्वसनीय नेतृत्व होंगे जिनके साथ साथ हम नैतिक नेतृत्व की समीक्षा करेंगे हम लेनदेन संबंधित नेतृत्व से शुरूआत करते हैं तो बॉस के अनुसार वर्ष 1985 में लेनदेन संबंधित नेतृत्व जिसे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहते हैं उसका अस्तित्व था जहां पर हमारे थोड़े से सुधार के अंश में परिवर्तन को नेतृत्व के परिणाम के रूप में देखा जाता था और अदला बदली की प्रक्रिया थी और यह लेने अनुयायियों के बीच जरूरतों से मेल खाता हुआ था अगर उनके प्रदर्शन उपायों में मुखर या अंतर्निहित समझौता नेताओं के साथ होता था तो हम यहां पर यह देखते हैं कि लेन देन कि जो हम बात कर रहे हैं वह वास्तव में अदला बदली करने की प्रक्रिया है जैसे कभी कभी क्या होता है नेता अपने अनुयायियों से यह उम्मीद करता है कि वह उन्हें बताएं या उनके अनुसार कोई चीज जो उन्होंने लक्ष्य के रूप में अनुयायियों के लिए स्थापित की है वह उसके बारे में बताएं तो परंतु यह उतना ही महत्वपूर्ण नेता के लिए है कि वह यह देखें की उनके अनुयाई उस प्रदर्शन की आशा के अनुरूप क्या वह उनकी जरूरत से मेल खा रहा है या नहीं तो अनुयायियों की आवश्यकता या जिस प्रदर्शन के उपायों को अनुयाई की जरूरत मेल खाती है वह नेता के साथ समझौते के मानक को पूरा कर रहा है परंतु उन्हें आप यह देखेंगे नेतृत्व में जब आप रोजगार के समझौते की बात करते हैं और मानसिक समझौते की बात करते हैं तो यह दोनों अनुयाई की आकांक्षा और नेता दोनों ही कुछ प्रदर्शन के मानको पर सुनिश्चित होते हैं और अगर आप इस में कोई सुधार देखते हैं जैसे चीजों को करने के तरीके या चीजों को संपादित करने का तरीका तब हम कहते हैं कि यह ट्रांजैक्शनल नेतृत्व की शैली है ट्रांजैक्शनल नेतृत्व उन आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें दोनों वरिष्ठ एवं कनिष्ठ एक दूसरे को पारस्परिक प्रभावित करते हैं कि दोनों मूल्यों से कुछ हासिल कर सकें तो जैसा कि हमने पहले ही परिभाषा जो कि युक्ल ने दी थी उसके अनुसार एक दूसरे की अपेक्षाओं का आदान प्रदान और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करना यह चीजों को एक दूसरे के साथ संपादित करने के लिए रास्ता है तो उन परिस्थितियों में क्या होता है कि उस प्रक्रिया के दौरान दोनों एक दूसरे की प्रक्रिया के लिए सही मायने में मूल्य संवर्धन करते हैं जब आप लेन देन की बात करते हैं आमतौर पर क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल नेतृत्व में एक तरफ से संवाद होता है परंतु अनुयाई एवं उनके नेता और अनुयाई एवं अनुयाई को किसी कार्य को समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो अगर हम सामान्य तरीके से लेन देन के नेतृत्व को देखेंगे और जब हम यह बात करते हैं कि यह एकतरफा संवाद है और हम इसे इस तरह देखते हैं कि नेता एक आदेश देता है और अनुयायियों को उसका पालन करना पड़ता है तब यह अनुयायियों के नजरिए से स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित नहीं करता है तब अगर प्रदर्शन केंद्रित है और पुरस्कार अगर प्रदर्शन पर आधारित हैं तब यह संबंधों को विकसित करने पर कम केंद्रित होता है और किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करता है एवं यथास्थिति बनाए रखने पर केंद्रित रहता है और आत्महित प्राथमिकता पर होता है अगर हम इसको इस तरह से देखें कि यह दो तरफा लेन देन है जब हम लेन देन की बात करते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसकी कैसे व्याख्या करते हैं अगर हम इसे खाली नजरिए का आदान प्रदान या लेनदेन समझते हैं यह आदान प्रदान समझते हैं कि नेता और अनुयाई चीजों को कैसे करेंगे यह इस तरह से भी उपयोग हो सकता है कि यह किसी व्यक्ति की रचनात्मकता का उपयोग किया जाए और इसे इस तरह भी उपयोग कर सकते हैं कि अनुयायियों से सीखा जा सकता है यह अगर इस तरह से होता है तो यह नेता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जब आप नेताओं की बात करते हैं और अनुयाई की बात करते हैं विशेष तौर पर अभियांत्रिकी अभ्यास के संबंध में और किसी दूसरे व्यवसाय के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो अपने आप को नई खोजों के लिए नवीनतम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसका मतलब यह है कि नेता बहुत जानकार है और उसके पास चीजों को करने का विस्तृत अनुभव है परंतु वह किसी तीज के संस्करण के नवीनीकरण के लिए तैयार नहीं हैं जो नई तकनीकी या सामने आ रही हैं जिनके लिए कनिष्ठ और अभियंता दोनों अधिक जानकार हो चुके हैं और चीजों को करने के अलग अलग तरीकों को जानते हैं तो अगर हम इसे लेनदेन समझें यह संवाद हो कि जो कि नेता की तरफ से क्या दिशानिर्देश आ रहे हैं और जो अनुयाई हैं उनको उसका पालन करना है तब यह कनिष्ठ को कुछ बताने के लिए कम प्रोत्साहन देता है अब हम चर्चा करते हैं कि अगर हम यह कहें कि खाली आदेश को बाहर ले जाना और प्रदर्शन के मान को तक ही सीमित रहना जो एक नेता के द्वारा दिए गए हैं परंतु अगर यह दो तरफा लेन देन है तब क्या होगा तब यह यह ऐसे मानको को स्थापित करके विकसित करेगा जो कार्य पर केंद्रित हैं और हमने कार्य के अनुसार मानक स्थापित कर दिए हैं या हमने उत्पाद के लिए मानक बनाने जा रहे हैं और अगर यह अपेक्षित गुणवत्ता के लिए नेता और उसके अनुयाई के बीच में दो तरफा लेन देन है और चीजों को कैसे किया जाए इस विषय में है तब यह बहुत ही नवीनतम संस्करण हो सकता है तो जब आप लेनदेन की बात करते हैं तो इस लेनदेन का एक दूसरा गहरा अर्थ भी होता है तो जब आप विशेष तौर पर लेनदेन की उपयोगिता की प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं और नेतृत्व नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए होता है अगर आप इसे इस भावना से समझे की अनुयाई नेताओं से सीखते हैं और जो नेता अपने अनुयायियों को बताते हैं वही वह करते हैं तब यह नेता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह नैतिक रुप से सही हो क्योंकि अगर वह व्यक्ति या महिला स्वयं ही किसी चीज का अनुसरण नहीं करते हैं तब वे अपने कनिष्ठ ओं से उसे करने के लिए नहीं कह सकते हैं और अपने कनिष्ठ से उसे करने की आशा भी नहीं रख सकते हैं तो पुनः क्योंकि यह एक परस्पर आदान प्रदान करने वाली चीज है तब अगर नेता अपने कनिष्ठ को कुछ खास मांगों को करने के लिए कहता है तो कनिष्ठ भी आशा करता है और जो अनुयाई हैं वह भी यह आशा करते हैं कि उन्हें बहुत सारे संसाधन तो दिए गए हैं और उन्हें काफी स्वतंत्रता भी दी गई है जिससे वह किसी खास मानक को प्राप्त कर सकते हैं तो जब आप लेन देन की बात करते हैं जो कुछ खास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करते हैं कि हम गुणवत्ता देने से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें तब यह एक तरफा लेन देन नहीं होता है जो कि महत्वपूर्ण है परंतु यह दो तरफा लेन देन है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अनुयायियों से कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता हूं अगर मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा कि उनकी जरूरतें क्या है उनके मतलब क्या है उनके संसाधन क्या है जो उन्हें दिए जाने चाहिए इससे पहले कि हम उनसे कुछ आशा करें और अगर वे कुछ सलाह दे रहे हैं जो सुधार के लिए है तब हमें उन बातों के लिए उन्मुक्त होना चाहिए या नहीं तो आगे हमें यह आवश्यकता है कि हमें उन सलाह के लिए खुला होना चाहिए तो वह अंत में नेतृत्व करने के लिए कर्मचारी सलाह दे सकता है या कर्मचारी संदर्भ भी दे सकता है ऐसा होता है अगर वह महसूस करते हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो वह सुना नहीं जाएगा और अंत में नेता की बात ही सुनी जाएगी और वही आखिरी शब्द होंगे तब वह निश्चित तौर पर इस निर्णय पर पहुंचेंगे की अगर मैं कुछ बताता हूं तो मुझे क्या मिलेगा इसे अधिक प्रभावी लागत से अगर किया जाए तो मैं इसमें से क्या हासिल कर पाऊंगा तो अगर यह दो तरफा लेनदेन होता है तब क्यों आपको पहचान मिलती है और आपके द्वारा दी सलाह का प्रयोग होता है और उसे निश्चित तौर पर लागू किया जाता है यह आप को और अधिक उत्साहित करता है कि आप अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें तो हमने यह देखा कि हम लेनदेन के मतलब को कैसे समझें Refer Slide Time 1133 परिवर्तनकारी नेतृत्व ऐसे नेता चीजों को पुनर्जीवित कर देते हैं और संस्थाओं और समाज को परिवर्तित कर देते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व एक पहुंच को चित्रित करते हैं जिसके द्वारा नेता अपने अनुयायियों को उत्साहित करते हैं कि वह संस्था के लक्ष्यों के साथ पता करें और दिलचस्पी और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह आशाओं से अधिक प्रदर्शन करें परिवर्तनकारी नेता के महत्वपूर्ण गुण करिश्माई होते हैं वह दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वह उन्हें उच्च भावनात्मक तरह से अनुसरण करें आत्मविश्वास उच्च विश्वास उनकी क्षमताओं के लिए और निर्णय क्योंकि वे परिवर्तनकारी नेता के व्यवहार को देखकर जागरूक हो जाते हैं परिवर्तनकारी नेताओं को आमतौर पर दूरदर्शी नेता कहा जाता है क्योंकि जब आप परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो हम एक नई जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं हम आपकी संस्था को नई रोशनी में देखना चाहते हैं हम यह देखना चाहते हैं कि यह भविष्य में कैसा होने वाला है तो यह बहुत अधिक परिवर्तनकारी दर्शन की सोच पर कार्य करता है तो उन्हें यह विचार होता है कि कैसे यथास्थिति संस्था के अंदर सुधार के लिए बनाई रखी जाए तो उनके पास करने के लिए एक प्रतिबद्धता होती है तो क्या है जो यह परिवर्तन कारी चीज को बेहतरी के लिए लाता है और यहां तक कि इसका मतलब व्यक्तिगत त्याग करना भी है तो परिवर्तनकारी नेता दूरदर्शी नेता होते हैं जो यह चाहते हैं कि संस्था के लिए बेहतर सोचें जो संस्था के लिए एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं और इस तरह शायद वे इसके लिए व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार होते हैं तो उनके पास बहुत उच्च वातावरण को लेकर संवेदनाएं होती हैं क्योंकि वह बाधाओं को समझते हैं जो उन पर लादी गई हैं वे जानते हैं कि एक दिए गए ढांचे में वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते बौद्धिक नेतृत्व वे अपने अनुयायियों को समस्या को पहचानने में मदद करते हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें रचनात्मक तरीकों के लिए प्रोत्साहित करते हैं पारस्परिक विचार और व्यक्तिगत ध्यान तो वह अनुयायियों को सहयोग प्रोत्साहन और ध्यान देते हैं जो प्रत्येक अनुयाई को व्यक्तिगत कार्य के लिए आवश्यक होता है जिससे वह अपने कार्य को संपादित कर सके जो उन्हें दिया गया है नैतिकता परिवर्तनकारी नेता उच्च स्तर के नैतिक विचारों को साथ रखते हैं जब वे यह सब महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो उनके अनुयायियों को प्रभावित करता है साथ ही बृहद तौर पर उनकी संस्था को भी प्रभावित करता है तो तब हमने यहां पर यह पाया कि जब आप परिवर्तनकारी नेता पर बात कर रहे होते हैं तो हम एक नेतृत्व की शैली पर केंद्रित होते हैं जो कि अधिक दूरदर्शी होती है और जो यह सोचते हैं कि भविष्य में संस्था के बेहतरी के लिए यह चीजें की जाएंगी और इसे अपने व्यक्तिगत त्याग की कीमत पर किया जाएगा परंतु यहां पर एक प्रश्न आता है जो कि निश्चित तौर पर प्रधानता को स्थापित करता है वहां पर कुछ हित धारक हो सकते हैं और यहां पर हम एक संस्था के लक्ष्यों को देख रहे हैं और संस्था के उद्देश्यों को भी देख रहे हैं और मुख्य रूप से वह बुद्धि जिसके चारों तरफ परिवर्तनकारी नेता घूमते हैं और इस तरह से घूमते हैं कि वह अपने अनुयायियों को यह बता सकें कि संस्था के लक्ष्यों को कैसे पहचाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना संस्था में सुधार करने जैसा है और नई सोच जैसा है कि कैसे चीजों को अलग तरह से किया जा सकता है और कैसे यह काम करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है तो अगर यह सब चीजें वहां है और कैसे संस्था अब रखती है कि कैसे वह लोगों के कल्याण एवं भलाई के लिए बेहतर योगदान दे सकते हैं क्योंकि यह उनके पेशेवर नैतिकता में से एक है तो संस्था के बारे में सोचते हुए कभी कभी हमें अलग अलग हित धारकों के परस्पर विरोधी जरूरतों को प्राथमिकता देनी होती है और वह भी हम से शुरू होती है यह कुछ चीजों के आत्म बलिदान आकांक्षाओं से प्रेरित हो सकते हैं आप यह बात करेंगे कि क्या मैं अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूं या संस्था के बारे में सोच रहा हूं तो कभी कभी संस्था की तरफ से सोचना पड़ता है और समाज के लिए या कर्मचारी के प्रति उत्तरदायित्व के लिए तो आपको एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है इससे संबंधित जब कुछ भी मेरे पास संस्था को पुनः निर्माण करने के लिए और कुछ चीजों के उद्देश्य से तो जब भी आप संस्था को पुनर्निर्माण या पुणे डिजाइन करने की बात करते हैं तो हम कहीं पर संस्था के उद्देश्यों को पाते हैं और कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था में उपस्थित होते हैं तो हो सकता है कि वह एक दूसरे से मिलना खाएं और आपको अपने सहित का त्याग करना पड़े या कुछ कर्मचारियों के हित का त्याग करना पड़े जो आपकी संस्था को बड़े उद्देश्यों के लिए तैयार करता है तो जब आप परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करते हैं तो उनके यह कुछ गुण होते हैं और यह कुछ दुविधा के बिंदु होते हैं जो नैतिक मुद्दों से संबंधित होते हैं जिन्हें आपको या एक व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार त्यागना होता है और वह संस्था के अच्छे हित में ऐसा करना पड़ता है तो अगर हम ऐसा करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो हमउपयोग के पहलू से इसके औचित्य को साबित करते हैं आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बृहद रूप से समाज के हित में कर रहे हैं और उसके लिए आप क्या कीमत दे रहे हैं और क्या फायदे प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी संस्था में लोगों की संख्या को कम कर देना अगर ऐसा है तब यह इसे समझने का एक तरीका है परंतु हम सारी चीज के लिए अपनी ध्यान रखने के दृष्टिकोण को लाते हैं हमने क्या पाया कि हमें इन लोगों की रोजगार क्षमता को देखना है जो उन्हें कुछ मुआवजा दिलाता है तो अगर वे वहां पर संस्था के साथ नहीं भी है तो वह बंधन वह संबंध जो संस्था के साथ कभी मर नहीं सकते तो आप अपने दृष्टिकोण को कैसे लाते हैं और चाहे आप शूटिंग परिवर्तनकारी नेता ना हो या यह मायने नहीं रखता कि आप अपनी दृष्टि को संपादित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं सशक्त बनाने वाले नेता सशक्त बनाने वाले नेता यह नेतृत्व का वह प्रकार है जहां नेता प्रभाव को अपने कर्मचारी में बैठता है और ऐसा वह अतिरिक्त उत्तरदायित्व को लेकर करता है एवं उसे कार्य और संसाधनों पर निर्णय बनाने वाले अधिकारी के तौर पर उत्तरदायित्व देता है साथ ही साथ उन अतिरिक्त उत्तरदायित्व को प्रभावी रूप से संपादित करने में मदद करता है तो यहां पर हमने यह पाया कि सशक्त बनाने वाला नेतृत्व में नेता कर्मचारी के साथ ना सिर्फ अतिरिक्त अतिरिक्त उत्तरदायित्व को बांटता है और निर्णय लेने वाला अधिकारी बना देता है परंतु संसाधनों के लिए भी उत्तरदायित्व बना देता है तो यह एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है कि वह कार्य को कर सके यह इतना काफी नहीं है कि वह कुछ संसाधनों को बांटे जैसे विचारों को बांटना या यह बताना कि आप उत्तरदाई हैं और आप अपना निर्णय इस पर स्वयं कर सकते हैं परंतु यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि आपको किसी व्यक्ति से प्रदर्शन के लिए उचित संसाधन दिए जाएं और उस व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए कि वह निर्णय ले सके और आप उससे सहमत हो या उस व्यक्ति ने जो कुछ भी निर्णय लिया हो उसके लिए आप यह बताएं कि उसे आपका सहयोग है और यह निर्णय आपका भी निर्णय है तो जब आप सशक्त करने वाले नेतृत्व की बात करते हैं तो यह उस तरह का नेतृत्व है जो स्वयं मिसाल को उदाहरण के तौर पर स्थापित करें तो अगर आप अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तब आप अपने कर्मचारी से यह आशा कर सकते हैं कि वह भी एक प्रतिबंध सदस्य की तरह से हो और वहां एक समूह के उद्देश्य के अनुसार कठिन परिश्रम करें तो जब भी हम सशक्त करने वाले नेतृत्व की बात करते हैं जब आप प्रशिक्षण की बात करते हैं तब तो इस तरह की चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो यह एक तरह से आपकी टीम के सदस्य को सिखाने वाली क्रिया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है यह श्रेणी व्यवहार को शामिल करती है जैसे प्रदर्शन को सुधारने के लिए सुझाव देना और टीम को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना और सशक्त करने वाले नेतृत्व में हम सहभागिता रूपी निर्णय लेना टीम के सदस्यों के सूचनार्थ उपयोगी है और निर्णय लेने में अभ्यांतर सूचनार्थ उपयोगी है तो यह व्यवहार को शामिल करता है जैसे टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करना जिससे कि वह अपने विचार और राय व्यक्त कर सकें सशक्त करने वाले नेतृत्व का मुख्य गुण यह है कि सबसे पहले सूचना के माध्यमों से कंपनी भर में सूचना का प्रसार करना जैसे संस्था का विजन मिशन और दर्शन तो संस्था के निर्णय को 3 को समझाना एवं टीम को यह सूचित करना कि कैसे संस्थागत नीति में नए विकास हो रहे हैं टीम के सदस्यों के हित की चिंता को दिखाना और टीम के सदस्यों की चिंता पर चर्चा करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है तो जब आप सशक्त करने वाले नेतृत्व की उपयुक्तता की नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करते हैं तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है क्योंकि जब आप लेनदेन संबंधित नेतृत्व की बात कर रहे हैं और जब कभी आप परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि नियंत्रण तब भी नेतृत्व के हाथ में होता है जब आप जब कभी भी लेनदेन संबंधित नेतृत्व की बात करते हैं तो नेता अपने विचारों को लेता और देता है जोकि प्रदर्शन के मानकों पर होते हैं और आशाएं जो उस लेनदेन के परिणाम स्वरूप होती हैं वह कर्तव्य का आदान प्रदान होता है और उत्तरदायित्व से अनुयायियों के द्वारा यह आशा की जाती है कि वह कुछ प्रदर्शन करेंगे और जब आप लेन देन वाले नेतृत्व की बात करते हैं तो अंतिम नियंत्रण नेता के साथ होता है और वह ही इसके बारे में निर्णय करता है और यह अनुयायियों को प्रेरणा देता है कि आप संस्था के आदर्शों के बारे में पहले सोचे और अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें एवं इसकी तरह आगे बढ़े और इस संगठनात्मक परिवर्तन के साथ नए आकार को प्राप्त करके नया विजन प्राप्त करें परंतु अभी भी यहां पर नेता ही है जिसे अंतिम निर्णय हां या ना का लेना है या भविष्य का परिपेक्ष नेता के साथ ही निहित है जब आप सशक्त कर तृत्व के बारे में बात करते हैं तो वास्तविक सशक्तिकरण नेतृत्व वास्तव में स्व प्रबंधित टीम में वे किसी नेता रहित समूह की तरह बन जाते हैं जब टीम के सदस्यों को काफी सशक्त कर दिया जाता है काफी जानकारी दे दी जाती है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले और अपनी टीम को अग्रसर करें या अपनी संस्था को आगे बढ़ाएं और यह नैतिक नेतृत्व के परिपेक्ष से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मैं आपको किसी चीज के लिए सशक्त करता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने आपको अधिकार दिए हैं जिसके साथ साथ उत्तरदायित्व और जवाबदेही भी आती है अगर मैं वास्तव में आप को सशक्त कर रहा हूं मतलब मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि आप कुछ चीजों से संबंधित निर्णय ले सकते हैं और उस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को सशक्त किया गया यह समझने की आवश्यकता है कि यह अधिकार बहुत अधिक उत्तरदायित्व के साथ दिया गया है और इसे दो तरफा समझना चाहिए जब आप जवाबदेही और उत्तरदायित्व की बात करते हैं तब यहां पर एक सावधान होने का बिंदु यह है कि सशक्त करने वाली नेतृत्व का जो तरीका है यह खाली जुबानी नहीं होना चाहिए जहां लोगों को इसलिए सशक्त कर दिया जाता है कि उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा सके अगर मैंने सशक्त किया है और यह सशक्तिकरण कुछ चीजों के निर्णय लेने के संबंध में हो सकता है और तब यह तर्कसंगत हो जाता है कि आप किस व्यक्ति को सशक्त कर रहे हैं और वह व्यक्ति क्या सशक्त होने के लिए काफी सक्षम है और क्या व्यक्ति की क्षमताएं उसे सशक्त करने के लिए काफी है या नहीं परंतु अगर आप लोगों को उनके हिस्से के उत्तरदायित्व को और जवाबदेही को समझाएं बगैर सशक्त कर देते हैं तो यह एक तरह से कार्य को दूसरे के पास सरकाने जैसा हो जाएगा यह एक तरह से अपने हाथों को एक नेता के तौर पर उत्तरदायित्व करने से बचने की तरह हो जाएगा और यह स्वीकार करते हैं कि अगर किसी चीज में कुछ गलत हो जाता है तब कौन इसका इल्जाम बॉटेगा तो अगर आप सशक्त करने वाले नेतृत्व को कर रहे हैं तो हमें इसके जोखिम वाले हिस्से को भी समझना होगा और क्या हमने लोगों को इसके जोखिम वाले हिस्से के बारे में जागरूक किया है क्या हमने उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया है कि वह इन जोखिमों का ख्याल रख पाए या हम इस रणनीति पर चल रहे हैं कि इल्जाम को अपने ऊपर से हटाकर दूसरों पर सरका दिया जाए और हम यह कहें कि हम वह व्यक्ति नहीं हैं जिसने इसके बारे में निर्णय लिया है हम भी व्यक्ति नहीं हैं जिसने इस कार्य को किया है वह दूसरा है जिसे इसे करने के लिए सशक्त किया गया है तो आपकी मंशा सशक्त करने के पीछे क्या है और आप यह कैसे कर रहे हैं और क्या यह नैतिक व्यवहार को संस्था के अंदर बढ़ाने के नजरिए से सही है अब हम नैतिक नेतृत्व पर आएंगे नैतिक नेतृत्व की परिभाषा के अनुसार यह व्यक्ति के कार्यों के माध्यम से उचित आचरण के मानकों को दर्शाता है और व्यक्तिगत संबंध एवं इस तरह के आचरण का अनुयायियों में प्रसार करना और यह दो तरफा संवाद को सुदृढ़ीकरण और निर्णय लेकर किया जाता है तो जब भी आप नैतिक नेतृत्व की बात करते हैं तो इसके कुछ निश्चित मानदंड होते हैं कुछ मानक नियम और कुछ मानक संचालन प्रक्रियाएं होती हैं तो यह उचित आचरण के मानकों को व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से एवंपारस्परिक संबंधों को दर्शाता है और इस तरह से ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करता है कि उन्हें नियमों के अनुसार पालन किया जाए और वह नियम दो तरफा संवाद को सुदृढ़ीकरण एवं निर्णय लेने के हैं नैतिक नेतृत्व का निचोड़ यह है कि वह दूसरों की सेवा करें तब अनैतिक अभ्यास के प्रति अपनी आवाज को संस्था में उठाए अपने अनुयायियों के अच्छे के लिए चिंतित हो और संस्था की सरकार से बात करें तो यह सुनिश्चित करिए की पुरस्कार एवं दंड दोनों इमानदारी से नैतिक और अनैतिक कृत्य के लिए मिले संस्था के अंतर्गत न्याय पर केंद्रित हो तो जो अनैतिक अभ्यास संस्था में चल रहा है उसके खिलाफ कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज उठाने मैं मदद करें तो नैतिक नेतृत्व नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ निर्धारित मानकों और नियमों के बारे में बात करते हैं और यह वास्तव में नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए प्रतिस्थापित करने के तरीके के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में नैतिकता की आचार संहिता को विस्तृत रूप से लिखा जाना चाहिए क्योंकि हम समय और परिस्थितियों के बदलते हुए स्वभाव के आधार पर उन्हें समझ सके तो किसी खास परिस्थितियों में जो चुनौतियां हैं वह अलग हो सकती हैं और दी हुई परिस्थिति की मांग पर यहां तक कि दूसरी चीजें स्थिर होती हैं तब आप इस तरह व्यवहार कर पाते हैं तो जब भी हम किसी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने की बात करते हैं तो हम उसके पहले दिन प्रतिदिन हो घटने वाले निर्णय को उल्लेखित करते हैं और नैतिक व्यवहार की आचार संहिता का ख्याल रखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस स्थान पर एक नैतिक नेतृत्व हो विश्वसनीय नेतृत्व यह नेताओं के व्यवहार के उस स्वरूप उल्लेखित करता है जो सकारात्मक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं पर खींचता है और बढ़ावा देता है और सकारात्मक नैतिक जलवायु को भी बढ़ावा देता है अधिक स्व जागरूकता और अभ्यांतर नैतिक परिपेक्ष का संतुलन करके सूचना को आगे बढ़ाना और मेरी और संबंधित लोगों के प्रति पारदर्शी होना और जो नेताओं का हिस्सा अनुयायियों के साथ कार्य कर रहा है वह सकारात्मक आत्मा विकास को बढ़ावा देने वाला होता है तो जब भी हम विश्वसनीयता की बात करते हैं तो यह एक इशारा होता है कि असली तौर पर पीछे हटते हैं जब अखंडता से बाहर आ रहे होते है और जब हम यथार्थता की बात करते हैं तो यथार्थ था इसमें होती है तो और यह यथार्थता चीजों को यथार्थ तरह से करने में होती है जिन्हें हम महसूस करते हैं और जिन्हें हम व्यवहार में लाते हैं तो यह संबंधों में पारदर्शिता की बात करता है यह सूचनाओं के संतुलित प्रसंस्करण की बात करता है और यह बहुत सारे आत्मा विकास में मदद करता है और सकारात्मक आत्म विकास क्योंकि अगर आप अखंडता की बात करते हैं तब जैसी भी संघर्ष की स्थिति हमारे पास आ सकती है क्योंकि हमारे ईमानदारी के गुण के कारण हमारे अंदर अखंडता यथार्थ रहती है और वह हमें हमारा रास्ता चुनने में मदद करती है जोकि सकारात्मक आत्म विकास की तरफ ले जाएगा प्रमाणिक नेता 5 तरह के गुणों को दिखाता है वह उद्देश्य को समझते हैं उनके मूल थोक मूल्यों पर आधारित होता है और वह दिल से नेतृत्व करते हैं वे एक दूसरे से संबंध रखने वाले संपर्क को स्थापित करते हैं और जब आप उनके यथार्थता और अखंडता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर स्वयं को आत्म नियंत्रित प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां पूरे में श्रेणियां फैली हो सकती हैं और हम इस तरीके की परिस्थितियों के बारे में बात कर सकते हैं कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं और आप को उस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का अधिकार है तो वहां पर दूसरे भी इच्छुक हित धारक हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में इच्छुक ना हो आपके प्रोजेक्ट का ख्याल रखा जाता हो या जिस हित धारक से हम व्यापार करने की बात करते हैं उसके साथ अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें नहीं हो रही होती हैं तो घूस के रूप में आपको उपहार देने का रास्ता भी बनाया जा सकता है और तब प्रमाणिक नेतृत्व की शैली की अखंडता और यथार्थता के बारे में दूसरी चीजें हो सकती है जो आपको अपने नजरिए से लगे रहने में मदद करता है आपकी समाज आप की यथार्थता से लगे रहने में मदद करता है और जो इन सब चीजों से भी अलग बहुत महत्वपूर्ण है जो कीजिए परिस्थिति के दौरान उपस्थित होती हैं जहां पर आपके पास घूस के संबंध में बहुत से प्रलोभन होते हैं और आपको उपहार दिए जाते हैं परंतु एक प्रमाणिक नेता के तौर पर क्या आप इन सब को उन सब चीजों के लिए हां कर देंगे और क्योंकि आप जानते हैं कि वे की गुणवत्ता को उत्पन्न करते हैं और सेवाओं को भी और उनके द्वारा यह मानकों के अनुसार सही नहीं है जो उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक है हम सदाचार पूर्ण नेतृत्व के बारे में बात करेंगे यह आधुनिक सदाचार नेतृत्व होगा जिसे आप कार्यस्थल पर एक नेता की व्यक्तिगत अखंडता और निस्वार्थ कार्य समर्पण और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करके प्रदर्शित कर सकते हैं तो पश्चिम ने सदाचार पूर्ण आदर्श नेतृत्व के दो खंड बताए हैं मैं एक स्वार्थी की तरह नहीं व्यवहार कर रहा हूं सदाचारी नेता में 7 महत्वपूर्ण गुण होते हैं जैसे उनके अंदर मजबूत नैतिक चरित्र होता है उन्हें सही करने का एक जुनून होता है वह सदाचार के रूप में हमेशा सक्रिय होते हैं वह अपने हित धार को के हितों के ख्याल को समाहित रखते हैं और इससे पहले कि वह कोई सलाह दें वेसभी हित धारकों का ख्याल रखते है तो उनके साथ इमानदारी का जुनून होता है और वे सिद्धांत वादी निर्णय लेने वाले होते हैं उनके जब वह कुछ निर्णय ले रहे होते हैं तो कुछ मूल्य होते हैं तो यह बुद्धिमत्ता की नैतिकता को प्रबंधक बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत करता है तो हमने यहां पर यह पाया कि जब आप मूल्य उन्मुख नेता की बात करते हैं जब भी हम सदाचारी नेतृत्व की बात करते हैं तो हम उन्हें इमानदारी की बात करते हैं पुनः प्रमाणिकता की बात करते हैं हम अखंडता की बात करते हैं और चीजों को करने के लिए इमानदारी ही आपका उद्देश्य होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं या आप बात करते हैं और यह एक सिद्धांत एक निर्णय लेना है और यह बताता है कि आप को कैसे आगे बढ़ना है और चीजों को व्यवस्थित करना है और नैतिकता को नैतिक बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक बुद्धिमत्ता में एकीकृत करता है यह कई कई वर्षों के अभ्यास के बाद नैतिक समाज आती है कि किसी खास परिस्थिति क्या फायदे और नुकसान हैं और तब इसके बारे में कोई निश्चित निर्णय लेते हैं जो आपको एक व्यक्ति के तौर पर समृद्ध बनाते हैं और प्रशासनिक बुद्धिमत्ता भी ज्ञान से समृद्ध है कि कैसे आप रणनीतिक तौर पर सोचते हैं कैसे लोगों के बारे में सोचते हैं कैसे तकनीकी के बारे में सोचते हैं और कैसे व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सोचते हैं कि कैसे एक समूह में कार्य किया जाए तो जब आप सदाचारी नेता की बात करते हैं तो वह इन दो भावनाओं को एकीकृत करता है तो हम जो कुछ भी करते हैं उन प्रश्नों की संगति मे हमारे चरित्र की स्पष्टता उनके ज्ञान में और शायद हमारे प्रति उनका खुला होना कि वह चीजों को हमसे साझा करें और दूसरों की जानकारी के बारे में दूसरों से बात करें और इसके महत्वपूर्ण पहलू में अखंडता आती है जब आप सदाचारी नेतृत्व की भावना की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर अच्छा है यह व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है और संरक्षित करता है और समूह के एकता को मजबूत बनाता है तो इन सब कार्यों को करने के लिए जो समूह का निर्माण किया गया है तो समूह में क्षमता 1 सदस्यों को विकसित करना चाहिए और यही कुछ सदाचारी नेतृत्व के गुण होते हैं और हमें इस बिखराव के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि अगर यह अखंडता की भावना है योगदान की है भावना है और जो कुछ भी प्रलोभन आ रहे हैं उसकी भावना है तब भी मैं अपने रास्ते पर अडिग रहूंगा और यह एक आशा है जो कि सभी से है तो यह बिखराव बहुत है तो वह एक दूसरे की सेवा करके चरितार्थ होंगे तो दूसरों का ख्याल रखना और स्वार्थ रहित होकर विनीत भाव से दूसरों को सुनना क्योंकि बहुत सारी समस्याएं शायद केवल सुनने से भी हल हो जाती हैं तो ऐसा होता है क्योंकि कई बार आपकी जो को ठीक से सुनते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास उसकी उचित जानकारी नहीं होती है तो सुनना तब चिंतनशील हो जाता है और संरक्षण शील भी क्योंकि अगर आप कुछ भविष्य की चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं और आपको उसे दोबारा सोचने की आवश्यकता होती है तब आप को इस पर प्रतिबिंबित होना होता है जिससे आप यह पता कर सके कि दूसरे संभावित विकल्प इसके लिए और क्या है नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए सदाचारी नेतृत्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही और गलत की है पहचान न्याय इमानदारी यह सब नैतिक चर्चा के एकीकृत हिस्सा है और मूल्यों सिद्धांतों से आएगा जिन्हें कोई व्यक्ति अनुसरण कर रहा है और इसकी प्राथमिकता की बात तब आती है जब इसके विक्रेताओं को चुनने की बात आती है जब सामग्री को चुनने की बात आती है क्योंकि हम यह समझते हैं कि अभियंता हर चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप न्याय और इमानदारी की बात सदाचारी नेतृत्व में करते हैं और हम स्वार्थ रहित होने की बात भी करते हैं और जब आप इन सब उद्देश्यों के बारे में सोचते हैं तो यह हमें मदद करते हैं कि हम आगे लाभार्थियों पर केंद्रित हो जिन लाभार्थियों के फायदे कि हम बात कर रहे हैं और हम कैसे हो सकते हैं हम कैसे कुछ चीजों को कर सकते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं जो इस बात का सबूत है कि हम चीज को ईमानदारी से कर रहे हैं तो जिस तरह के नेतृत्व की शैलियों के बारे में हमने यहां पर चर्चा की चाहे वह परिवर्तनकारी नेतृत्व हो चाहे लेन देन वाला नेतृत्व हो चाहे नैतिक नेतृत्व हो चाहे सदाचारी नेतृत्व हो या विश्वसनीय नेतृत्व हो अगर आप इस चर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब आप लेनदेन वाले नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका केंद्र यह होता है कि आप कैसे अपने नजरिए को अपने कनिष्ठ के साथ आदान प्रदान करेंगे आप कैसे व्यक्त करेंगे चीजें कैसे पूर्ण होंगी आप अपने कार्य को कैसे अपने कनिष्ठ को व्यक्त करेंगे और आपकी उनसे अपेक्षाएं क्या है इस बात को जब भी आप परिवर्तनकारी नेतृत्व की बात करते हैं तो आप अपने कनिष्ठ के साथ समझ मनाते हैं और उन्हें संस्था के उद्देश्यों के बारे में भी बताते हैं आप इसे पूरे समाज के विकास के लिए योगदान के तौर पर देखना चाहते हैं जब भी आप सशक्त करने वाले नेतृत्व की बात करते हैं तो इसे लेनदेन वाले नेतृत्व और परिवर्तनकारी नेतृत्व के विस्तार की तरह जोड़ सकते हैं आप अपने किसी नए व्यक्ति को इसलिए सशक्त करते हैं क्योंकि वह किसी खास ज्ञान क्षेत्र में सकारात्मक समृद्धि का योगदान दे परंतु इसे सही तरह से किया जाना चाहिए और जो सशक्तिकरण करने के पीछे मंशा है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप के कनिष्ठ को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए तो जब इल्जाम बांटने की बारी आती है तब आप अपने कुछ उत्तरदायित्व से बच रहे हैं और कनिष्ठ वह व्यक्ति है जिसने उंगली उठाई है और शायद यह वही व्यक्ति है जिसे शायद किसी लापरवाही भरे कार्य के लिए पकड़ा जा सकता है तो जब हमने भूतकाल में ऐसे केस पर चर्चा की थी कि आपकी संस्था की संस्कृति क्या है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस थे आप अपने उत्तरदायित्व को कैसे देखते हैं जो आप को सशक्त किया जाता है और अगर आपको सशक्त किया जाता है तब क्या संसाधन हैं जो आपको दिए जाते हैं जब आप विश्वसनीय नेतृत्व और नैतिक नेतृत्व दोनों की बात करते हैं तो दोनों ही आपस में एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं और दोनों ही अभ्यास की ईमानदारी की बात करते हैं और विश्वसनीय नेतृत्व आपके चरित्र विश्वसनीयता की अखंडता की बात करता है आप जो कुछ भी करते हैं आप उसमें अपनी व्यक्त भावनाओं को अपनी विश्वसनीयता के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं और अपनी टिप्पणियों को विश्वसनीय तरह से व्यक्त करते हैं तो व्यक्ति आप पर विश्वास कर सकता है और आप ऐसे ही हैं और आप ऐसे ही बर्ताव करते हैं और यही है जो मैं आप से उम्मीद रखते हैं अगर आप अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और अपने कार्य करने के ढंग को जल्दी जल्दी बदलते हैं तो आपकी राय इन बातों पर आधारित हो सकती हैं कि जो कुछ भी फायदा हो रहा है उसमें आपका कुछ स्वार्थ निहित है तब आप एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में नहीं देखे जाएंगे और सही मायने में आप अपनी विश्वसनीयता को खो देंगे तो और जब आप नैतिक और सदाचार पूर्ण नेतृत्व की बात करते हैं तो हम प्रक्रिया में ईमानदारी की बात करते हैं और जब आप यह बात करते हैं की चीजें कैसे की गई है तब आप नेतृत्व नेतृत्व की बात करते हैं और आप प्रक्रिया के सामाजिक होने की बात करते हैं तो आप कुछ मानक प्रक्रिया तैयार करते हैं तो अगर कोई संदेह की स्थिति में है और कोई पार जाना चाहता है तब वह आ सकते हैं और इन चीजों उल्लेखित कर सकते हैं और इससे अधिक इसे आपके द्वारा उदाहरण स्थापित करके नेतृत्व करने के तौर पर केंद्रित किया जा सकता है अगर नैतिक नेतृत्व में मुख्य केंद्र यह है कि आप के द्वारा उदाहरण स्थापित करके आप किसी को यह बताते हैं कि इन बातों का अनुसरण किया जाए किसी को बताते हैं कि कुछ ऐसा करें तब आप भी वैसा ही करते हैं तो दूसरे भी आप से सीख सकते हैं जब भी आप सदाचार पूर्ण नेतृत्व की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह हमारे मूल्यों का एक हिस्सा है जो हमारा मार्गदर्शन हमारी ईमानदारी को समझने के कर्तव्य के लिए है अगर यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि मुझसे क्या सही है क्या गलत है इस को चुनने के लिए झगड़ा किया जाए और यह किसी अलग हित धारक की पसंद हो सकती है और अपने स्वार्थ और संस्था के हित और संस्था के समूहों के हित मध्य विकल्प संस्था के हित और समाज के हित और जब आप सदाचार पूर्ण नेतृत्व की बात करते हैं जो मूल्यों के द्वारा मार्गदर्शन करता है और यह मूल्य आपके व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं और यह आपके पेशेवर मूल्य भी हो सकते हैं यह अभियंताओं के सदाचार पूर्ण नेतृत्व की शैली जो आप को यह समझने में मदद करते हैं कि किसी खास परिस्थिति में क्या सही है और क्या गलत है दो यह वास्तव में जब आप नेतृत्व की शैली के बारे में चर्चा करते हैं तो परिवर्तनकारी नेतृत्व है बताता है कि आपकी संस्था को आप कहां देखना चाहते हैं और वह कैसी दिखनी चाहिए और अगले कुछ वर्षों में वह कहां होनी चाहिए और क्योंकि परिवर्तनकारी नेतृत्व यह बताता है कि आप अपनी प्रक्रिया को अपनी टीम के सदस्यों के साथ चीजों को करने के लिए कैसे आदान प्रदान करेंगे अब आप विश्वसनीय नेतृत्व की बात करते हैं या जब आप नैतिक नेतृत्व की बात करते हैं जो आपको एक व्यक्ति के तौर पर केंद्रित करते हैं आपके चरित्र की अखंडता किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता जो आपके विचार प्रक्रिया है जो आपके मूल्य हैं और वह आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप यह देख सके कि कैसे आप अपने संस्था को बदलना चाहते हैं और यह एक नेता के तौर पर देखना चाहते हैं कि आप अपने नजरिए का आदान प्रदान अपने कनिष्ठ के साथ दो तरफा संवाद के तौर पर कर रहे हैं तो यही खाली उम्मीद नहीं है उनसे कि वे अच्छा प्रदर्शन करें परंतु आपको उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा और सम्मिलित रूप से यह देखना होगा कि आपकी टीम आपकी संस्था के साथ सब को एक साथ लेकर समाज के सबसे बेहतरीन हित को ध्यान में रखकर प्रदर्शन दे और यह तालमेल एक बंधन है जो आपके पेशेवर अपेक्षाओं आपके संस्था की अपेक्षाओं और आपकी बड़े उत्तरदायित्व के बीच में एक पेशेवर अभियंता के रूप में समाज की हिफाजत स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विकसित हुआ है आज अभियांत्रिकी अभ्यास के दौरान नैतिकता के समापन सत्र में पूरी यात्रा के दौरान इस पाठ्यक्रम में हम ने आपको धीरे धीरे नैतिकता की संकल्पना के बारे में परिचित कराया की क्यों अभियांत्रिकी एक महत्वपूर्ण पेशेवर अभ्यास है एक पेशेवर व्यक्ति के तौर पर एक अभियंता के उत्तरदायित्व अभियंता के मूल्य पेशेवर मूल्य जो अभियंता परस्पर विरोधी परिस्थितियों में सामना करते हैं जब कोई अभियंता किसी खास संस्था में एक कर्मचारी होता है तो अगर वहां पर दुविधा की स्थिति का सामना करना है तो क्या उत्तरदायित्व है उस वातावरण के लिए क्या उनके उत्तरदायित्व है तकनीक के साथ इस डिजिटल दुनिया के लिए और शायद हमने यह भी चर्चा की की अगर वह किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो उनके क्या उत्तरदायित्व हैं जैसे न्यूक्लियर तकनीक को लेकर हमने चर्चा की हम धीरे धीरे चर्चा को उच्च स्तर पर ले गए जहां आपको निर्णय के माध्यम से आगे बढ़ाया आपकी संस्था में आपको एक कनिष्ठ अभियंता से प्रबंधक की सीडी तक सुधारा गया जब आप कनिष्ठ कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं तो आपके क्या उत्तरदायित्व होते हैं जब आप एक प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं और जब आप एक नेता के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं जिसे हमने आपको मान लिया है अगर कई केस में आप एक सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं तब उस सलाहकार के तौर पर भी आपके क्या उत्तरदायित्व हैं आशा करते हैं कि आप ने सत्र का आनंद लिया होगा आशा है कि हमने आपकी जिज्ञासाओं विस्तृत रूप से लिया है और जो आपको आगे सीखने में प्रोत्साहित करेगा और यह अंतिम सत्र की शुरुआत है हम चाहेंगे कि आप अपनी शंकाओं को मंच पर उठाएं और उनका उत्तर देने में हमें प्रसन्नता होगी और आपसे उन्हें साझा किया जाएगा या आपके नजरिए की चर्चा की जाएगी और आपके नजरिए को देखा जाएगा और हम मंच पर परस्पर संवाद होगा धन्यवाद